छात्रों का स्वागत है पिछली दो कक्षाओं के बाद से हम लागत शीट या विवरण तैयार करने के तरीके के बारे में सीख रहे थे क्योंकि यह प्रबंधन लेखांकन में पहला विवरण है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले या दूसरे व्याख्यान के शुरू में व्याख्यान में बताया था कि प्रबंधन लेखांकन स्वयं एक स्वतंत्र विषय नहीं है यह अन्य दो लेखा शाखाओं वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन पर निर्भर करता है सही इसलिए अब वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके हम पहले कुछ जानकारी उत्पन्न करेंगे और उस जानकारी को उत्पन्न करने के बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे और हम निर्णय लेने के लिए उस जानकारी का उपयोग करेंगे चूंकि प्रबंधन लेखांकन में हम वित्तीय लेखांकन द्वारा या वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन की मदद से उत्पन्न जानकारी का उपयोग करते हैं और जो भी जानकारी सामने आती है हमें निर्णय लेने के लिए उसका उपयोग करना होगा है ना इसलिए अब हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ उत्पन्न कर सकते हैं हम लागत या लागतपत्रक के विवरण के साथ काम कर रहे हैं है ना पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि लागत पत्रक कैसे तैयार किया जाए सबसे पहले हमने सीखा कि पहला साधारण लागत शीट बहुत सरल है कि यह लागत का एक विवरण है उत्पाद की कुल लागत को पांच अलग अलग प्रकारों या लागत के चार अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है लागत का पहला अंग प्रमुख लागत है जिसमें सामग्री लागत श्रम लागत और अन्य प्रत्यक्ष ओवरहेड शामिल हैं इस तीन में से कुछ मुख्य लागत बन जाती है मुख्य लागत का मतलब है कि इस लागत के बिना हम किसी भी उत्पादन के बारे में नहीं सोच सकते हैं है ना फिर कुछ अन्य ओवरहेड्स होते हैं जिन्हें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं जिन्हें फैक्टरी के स्तर पर लगाना पड़ता है जब कच्चा माल कारखाने में चला जाता है जब श्रम कारखाने में काम करना शुरू कर देता है और जब अन्य चीजों की आवश्यकता होती है कारखाने के लिए उदाहरण के लिए यदि कारखाना भवन किराए पर है तो कारखाने का किराया कारखाना लागत है कारखाना लागत का हिस्सा मुख्य लागत का हिस्सा नहीं है फैक्ट्री लाइटिंग इसका एक हिस्सा है दो तरह की लाइटिंग हो सकती है एक ऑफिस लाइटिंग में है जो प्रशासनिक ओवरहेड्स का हिस्सा होगा जिसे उत्पादन की लागत में शामिल किया जाएगा लेकिन यहां कारखाने की लागत में प्रकाश का वह हिस्सा शामिल होगा जिसका उपयोग किया जाता है कारखाने में उपयोग की जाने वाली शक्ति का वह हिस्सा भी तो प्रत्यक्ष सामग्री मजदूरी और अन्य प्रत्यक्ष खर्चों के अलावा बहुत सारे ओवरहेड्स हैं तो कई अन्य सबओवरहेड्स भी हैं जो कारखाने के स्तर पर किए जाते हैं जब कच्चे माल को कारखाने में ले जाया जाता है और हम उत्पादन प्रक्रिया शुरू करते हैं इसलिए प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री के ओवरहेड्स को जोड़ देंगे यह कारखाने की लागत बन जाएगी फिर कारखाने की लागत में हम उत्पादन को जोड़ेंगे हम उत्पादन लागत की गणना करनी होगी जिसमें हम प्रशासनिक ओवरहेड्स जोड़ेंगे और उसके बाद उत्पादन की लागत हम बिक्री और वितरण ओवरहेड को जोड़ देंगे ताकि यह हमें बिक्री की लागत दे इस तरह हम बिक्री की लागत पर पहुँचेंगे जो उत्पादन की अंतिम लागत है और कुल बिक्री मूल्य से जो या तो इसकी प्रत्याशित मूल्य अपेक्षित मूल्य या वास्तविक मूल्य है उस बिक्री मूल्य से हम उत्पादन की लागत को घटाएंगे फिर अंतर होगा ऑपरेटिंग लाभ सही है ना अंतर को ऑपरेटिंग लाभ कहा जाता है लाभ का वह हिस्सा ऑपरेशनसे आ रहा है लाभ दो प्रकार के होते हैं एक लाभ जिसे हम लाभ और हानि खाते में या आय विवरण में गणना करते हैं एक लाभ यह है कि जिसे हम लागत पत्रक में गणना करते हैं इसलिए लागत पत्रक में गणना की गई लाभ को ऑपरेटिंग लाभ के रूप में कहा जाता है सही और फिर उस जानकारी को लाभ और हानि खाते में ले जाया जाएगा और इसके अलावा संचालन से संबंधित जानकारी अगर आप अन्य जानकारी जोड़ते हैं तो कह सकते हैं ब्याज आय अगर फर्म ने अपनी फर्म के बाहर निवेश किया है बाजार में इसलिए वे ब्याज आय कुछ परामर्श आय कुछ अन्य प्रकार की अप्रत्यक्ष आय प्राप्त करेंगे और लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष पर कुछ अप्रत्यक्ष व्यय भी होंगे इसलिए वे सभी खर्च जो ऑपरेटिंगखर्च है नॉन ऑपरेटिंग खर्च नहीं हैं उदाहरण के लिए कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन उन्हें लाभ और हानि खाते में जोड़ना होगा इसलिए लाभ और हानि खाते में पहले हम सकल लाभ की गणना करते हैं जो कि केवल बिक्री से उत्पादन की लागत और फिर निचले हिस्से में आय और व्यय को जोड़ते है अंत में हम शुद्ध लाभ की गणना करते हैं जोकि टैक्स के बाद का है और शुद्ध लाभ से पहले जब हम टैक्स के लिए समायोजित करते हैं है ना तो यह वह हिस्सा है जो आय विवरण में है आय विवरण में लाभ और हानि खाते में हम टैक्स से पहले के शुद्ध लाभ की गणना कर सकते हैं टैक्स के बाद के शुद्ध लाभ की भी और जब हम टैक्स से पहले उस शुद्ध लाभ की गणना करते हैं और टैक्स के बाद ऑपरेटिंग लाभ भी शामिल करते हैं जो कि वैसे भी लागत पत्रक में गणना करते हैं सही है ना इसलिए पहली समस्या जिस पर हमने अंतिम कक्षा में चर्चा की वह एक साधारण समस्या थी सही है ना हमारे पास प्रमुख लागत कारखाने की लागत उत्पादन की लागत और बिक्री की लागत के संबंध में जानकारी थी जब हम लागत पत्रक तैयार करते हैं और जब हम बिक्री से बिक्री की लागत को घटाते हैं तो हमें अंतर के साथ रह गए थे और उस अंतर को ऑपरेटिंग लाभ कहा जाता है फिर हमने दूसरी समस्या कीदूसरी समस्या क्या है हमने इसे देखा है और हमने किया है निम्नलिखित जानकारी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए लेफ्ट सेंटर कॉरपोरेशन के अभिलेखों से प्राप्त की गई है इसलिए हमें यहाँ दो प्रकार की जानकारी दी गई है एक सामान्य जानकारी है दिसंबर माह के दौरान लेन देन के लिए और सूचना के ऊपरी हिस्से में स्टॉक शामिल हैं तो हम स्टॉक के व्यवहार के तरीकों के बारे में जानेंगे पहली समस्या में जो हमने किया हमने स्टॉक के लिए कोई समायोजन नहीं किया लेकिन दूसरी समस्या जो है जो मैंने पिछली कक्षा में की थी हमने सीखा कि तीन अलग अलग प्रकार के स्टॉक्स को समायोजित करके लागत का विवरण या लागत पत्रक कैसे तैयार किया जाए यह कच्चे माल का भंडार है डब्ल्यूआईपी का स्टॉक है जो प्रक्रिया में काम करता है और यह तैयार माल का स्टॉक है इसलिए हमने इसके बारे में जाना और तीन अलग अलग प्रकार के स्टॉक को समायोजित करने के बाद हमें अलग अलग लागत की गणना करनी थी इसलिए आप कच्चे माल के स्टॉक को शुरुआती और समापन स्टॉप को समायोजित करने के बाद फिर से उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की लागत की गणना कर सकते हैं फिर आप गणना कर सकते हैं कारखाने की लागत की कुल कारखाने की लागत की शुरुआती डब्ल्यूआईपी स्टॉक को समायोजित करने के साथ साथ WIP और तैयार वस्तुओं का समापन मूल्य को समायोजित करने के बाद उत्पादन की लागत की गणना करेंगे दोनों शुरुआती स्टॉक के साथ साथ समापन स्टॉक भी ठीक है तो हमने यह किया है पिछले भाग में बस लागत पत्रक तैयार करें लेकिन यह देखें कि लागत पत्रक अलग है यह समस्या पहली समस्या से अलग है क्योंकि इस समस्या में हमें दो चीजें पूछी हैं एक चीज जो हमसे पूछी जाती है लागत की कि एक लागत पत्रक विवरण तैयार करें और लागत के विवरण में हम केवल कारखाने की लागत या वर्क कॉस्ट तक का खर्च निकालेंगे उत्पादन की लागत बिक्री की लागत और ऑपरेटिंग लाभ से परे आय विवरण में गणना करना होगा हमें अलग आय विवरण तैयार करना होगा और शेष जानकारी हमें आय विवरण में ले जानी होगी और उसे वहां समायोजित करना होगा और फिर तैयार करना होगा एक आय विवरण अलग आय विवरण या अलग लाभ और हानि खाता इसलिए अब हम इस कक्षा में सीखेंगे कि अलग अलग आय विवरण या लाभ और हानि खाते को तैयार करने के लिए कैसे कारखाने की लागत लागत शीट से आएगी और आगे का समायोजन हम प्रशासनिक ओवरहेड्स और बिक्री और वितरण ओवरहेड्स और अंत में हम शुद्ध लाभ पर पहुँचेंगे क्योंकि आय विवरण में गणना की गई लाभ को शुद्ध लाभ कहा जाता है यदि कर की जानकारी भी दी जाती है तो हम कर से पहले शुद्ध लाभ प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम कर का ट्रीटमेंट करते हैं लिखे हुए को समायोजित करते हैं और हम अंतिम लाभ पर कार्य करते हैं जिसे कर के बाद शुद्ध लाभ कर के बाद शुद्ध ऑपरेटिंगलाभ कहा जाता है आपने एक बहुत ही इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य शब्द NOPAT नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में सुना होगा इसलिए कर के बारे में कोई जानकारी हमें यहां नहीं दी गई है हमें केवल बिक्री और उत्पादन की लागत उत्पादन की पूरी लागत इसमें स्टॉक पर दी गई जानकारी शामिल है इसलिए अब हम लागत पत्रक के पहले भाग को तैयार करने और कारखाने की लागत की गणना करने के बाद अब हम दूसरा विवरण तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो कि आय विवरण है आय विवरण या लाभ और हानि खाता आपको पता होना चाहिए मुझे यकीन है कि आप जान रहे होंगे कि आय विवरण या लाभ और हानि खाता कैसे तैयार किया जाए तो आप आय विवरण को दो प्रारूपों में तैयार कर सकते हैं एक वह वर्टिकल प्रारूप है जिसमें ऊपरी हिस्से में आप बिक्री डालते हैं और फिर आप उन सभी खर्चों को डालते हैं फिर अंतरों की गणना करते हैं और यह अंतर टैक्स से पहले या टैक्स के बाद शुद्ध ऑपरेटिंग लाभ है यदि टैक्स के बारे में जानकारी दी गई है दूसरा फॉर्मेट टी फॉर्मेट जिस टी फॉर्मेट में आप दो चीजों की गणना करके आय विवरण तैयार करते हैं फिर हम शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए सीधे नहीं कूदते हैं टी फॉर्मेट में हम दो भागों को तैयार करते हैं यह आय विवरण दो भागों को तैयार कर रहा है पहले भाग को ट्रेडिंग कहा जाता है दूसरे भाग को लाभ और हानि खाते के रूप में कहा जाता है और कुल मिलाकर इस कथन को आय विवरण कहा जाता है इसके दो पक्ष होते हैं एक पक्ष को डेबिट पक्ष कहा जाता है और दूसरे पक्ष को क्रेडिट पक्ष कहा जाता है डेबिट पक्ष में हम सभी व्यय डालते हैं और क्रेडिट पक्ष में हम बिक्री या किसी भी नॉन ऑपरेटिंग आय से आने वाली सभी आय डालते हैं और फिर अंत में हम दोनों पक्षों का मिलान करते हैं और शेष को लाभ या हानि कहते है यदि व्यय पक्ष यानी कि डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से बड़ा है तो उसे शुद्ध हानि कहा जाता है और इसके उलट यदि इसके विपरीत कि यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा है तो मतलब की आय पक्ष लागत पक्ष से बड़ा है तो परिणाम यह है कि शुद्ध लाभ इसलिए पिछली कक्षा में लागत पत्रक तैयार करने के बाद अब हम सीखेंगे कि आय विवरण को अलग से कैसे तैयार किया जाए और आय विवरण तैयार करने के लिए आइए अब हम टी फॉर्मेट का पालन करें और सीखें कि यहां आय बयान कैसे तैयार करें इसलिए यहां आय विवरण की गणना या तैयार करने के लिए मैं एक टी फॉर्मेट तैयार करूंगा तो यह टी फॉर्मेंट है और इस फॉर्मेट में हमें इस तरह की चीजें डालनी होंगी जैसे कि आय विवरण है हम यहां वही लिखेंगे जो आय विवरण है लेफ्ट सेंटर कॉर्पोरेशन का एक महीने का आय विवरण दिसंबर महीने के लिए क्योंकि यह जानकारी दिसंबर 2017 के अंतर्गत आती है ये दो भाग हैं हम यहाँ क्या लिखते हैं हम यहाँ क्या लिखते हैं हम यहाँ पार्टिकुलर्स लिखते यहां राशि लिखते हैं और इस पक्ष को डेबिट पक्ष कहते हैं फिर फिर से पार्टिकुलर्स और राशि इसे क्रेडिट पक्ष कहा जाता है क्रेडिट पक्ष का अर्थ है मिलने वाला पक्ष या आय पक्ष डेबिट पक्ष का अर्थ है व्यय पक्ष या भुगतान पक्ष इसलिए हम दोनों पक्षों पर संबंधित आइटम डालेंगे और फिर हम शेष राशि का पता लगाएंगे अब जब हम पारंपरिक आय विवरण तैयार करते हैं तो हम ऊपरी हिस्से से शुरू करते हैं जिसे व्यवसायिक खाता कहा जाता है क्योंकि आय खाते के दो भाग होते हैं ऊपरी भाग को व्यवसायिक खाता कहा जाता है निचले हिस्से को लाभ और हानि खाते के रूप में कहा जाता है इसलिए जिस ट्रेडिंग खाते में हम पाँच वस्तुओं को खाते में लेते हैं क्रेडिट पक्ष पर हम दो आइटम लेते हैं जो बिक्री और समापन स्टॉक है और डेबिट पक्ष पर हम तीन आइटम लेते हैं जो कच्चे माल की लागत है वेदड्स लागत जो कारखाने पर लगती है उत्पादन स्तर और अन्य प्रत्यक्ष व्यय इसलिए हम इन पांच वस्तुओं को संतुलित करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा पक्ष बड़ा है शुद्ध परिणाम यह है कि क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से बड़ा है हालांकि अंतर को सकल लाभ के रूप में कहा जाता है और यदि उलट होता है कि डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से बड़ा है तब हम घोर हानि की स्थिति में हैं लेकिन इस मामले में हमने लागत पत्रक में आधा ही काम किया है लागत पत्रक में हमने कच्चे माल के शुरुआती स्टॉक को समापन स्टॉक से समायोजित करके उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत की गणना की है साथ में कारखाने की मजदूरी के बारे में अधिक जानकारी की गणना की है हमने पहले ही एक लागत की गणना की है जिसे कारखाना कहा जाता है लागत या कार्यों की लागत ताकि कारखाने की लागत या काम की लागत को लागत पत्रक से सीधे आय विवरण में ले जाया जाएगा और क्रेडिट पक्ष पर हम बिक्री के संबंध में जानकारी डालेंगे तो हम क्रेडिट पक्ष से शुरू करते हैं क्योंकि केवल एक आइटम है और इसे ही बिक्री कहा जाता है और बिक्री के बारे में जानकारी क्या है यह 9 लाख है यह 9 लाख है और यह पक्ष दोनों कारखाने की लागत को ले जाएगा दो है कारखाने की लागत तो लागत पत्रक में फ़ैक्टरी लागत क्या है यदि आप अंतिम कक्षा में तैयार की गई लागत शीट को खोलते हैं तो आप पाएंगे कि यह आइटम 774000 है अब इस 774000 को बाहरी कॉलम में ले जाने से पहले हमें एक और प्रकार के स्टॉक को समायोजित करना होगा जिसे तैयार माल का स्टॉक कहा जाता है हमने इस स्टॉक को लागत पत्रक में समायोजित नहीं किया है हमने लागत शीट में कच्चे माल के स्टॉक और WIP के स्टॉक को प्रक्रिया में समायोजित किया है लेकिन उत्पादन की लागत की गणना के लिए तैयार माल के स्टॉक को यहां समायोजित किया जाना है तो 774000 रुपये में यह जानकारी मैंने लागत पत्रक से ली है हमने इस जानकारी की गणना करके लागत पत्रक को पूरा कर दिया अब वह जानकारी आय विवरण में स्थानांतरित हो गई है और अब हम स्टॉक ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो इसमें आप क्या करेंगे तैयार माल के शुरुआती स्टॉक को जोड़ेंगे और तैयार माल का शुरुआती स्टॉक है जो राशि हमें दी गई है 60000 इसलिए आप इसे जोड़कर इसे आंतरिक कॉलम में ही डालें य बाहरी कॉलम पर नहीं जाएगा तो यह पता चलता है कि 834000 कितना है अब तैयार माल की समापन स्टॉक को अभीइसमें से घटाएं इसलिए यदि आप तैयार माल का समापन स्टॉक लेते हैं तो यह जानकारी 55000 है इसलिए इसे घटा देने के बाद जो हमारे पास बचा है वह अंतिम जानकारी है 779000 है यह आपकी उत्पादन लागत की कुल उत्पादन लागत है जो भी उत्पादन हमने दिसंबर महीने में किया है और साथ ही गोदाम में पिछला स्टॉक क्या बचा था हमने दिसंबर के महीने में 774000 का उत्पादन किया था और 60000 रुपये मूल्य का स्टॉक पहले से ही हमारे साथ था कुल उत्पादन 834000 दिसंबर के अंत तक हो गया जब हमने समापन स्टॉक को घटाया जो कि हम चालू महीने में बाजार में नहीं बेच रहे हैं यह राशि 55000 थी इसलिए अंत में जो बाजार में जाएगा उस की लागत 779000 है इसलिए अब एक तरफ हमने बिक्री लगा दी है दूसरी तरफ हमने लागत लगा दी है अब देखते हैं कि क्या हम सकल लाभ की स्थिति में हैं या हम सकल हानि की स्थिति में हैं तो यह 900000 है जिसे आप इसे बंद करते हैं और यह है अब हमें यह पता लगाना है कि सकल लाभजिसे जीपी के रूप में कहा जाता है और यदि आप सकल लाभ की गणना करते हैं तो यह कितना आता है क्योंकि यह पक्ष बढ़ा है यह पक्ष 900000 है आप इसे 90000 कर दें इसे बंद करें और सकल लाभ कितना है यह 121000 है यह सकल लाभ है लेकिन यह अंतिम लाभ नहीं है इस लाभ में हमें निचले हिस्से में कुछ और समायोजन करना होगा इसलिए इस ऊपरी हिस्से से हमें सकल लाभ की गणना करने में मदद मिलती है जिसे व्यवसायिक खाता आय विवरण का पहला भाग और आय विवरण का दूसरा भाग कहा जाता हैलाभ और हानि खाता तो अब हम इस GP को ले लेंगे अब यह GP अतिरिक्त आय है और यह अतिरिक्त क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा यदि आप आय विवरण को याद करते हैं तो आप इसे समझ जाएंगे इसलिए यह अब सकल लाभ बन जाएगा और सकल लाभ क्या है यह 121000 है यह यहाँ आया था अब हमें अप्रत्यक्ष ओवरहेड्स को समायोजित करना होगा तो क्या प्रशासनिक ओवरहेड्स या प्रशासनिक लागत के लिए अप्रत्यक्ष ओवरहेड्स हैं तो हमें दिए गए प्रशासनिक ओवरहेड्स हैं उदाहरण के लिए आपको यहां प्रशासनिक 30000 दिए गए हैं और वितरण ओवरहेड्स को बेचने के लिए हमें 20000 दिए गए हैं इसलिए हमें उन्हें समायोजित करना होगा यह अप्रत्यक्ष ओवरहेड्स हैं हम उत्पादन का उत्पादन करते हैं लेकिन अब उत्पादन इकाई के अलावा हमें प्रशासनिक कार्यालय की भी आवश्यकता है वहां के प्रशासनिक लोगों का समर्थन भी जोड़ा जाना चाहिए और जब यह कुल उत्पादन बाजार में जाता है तो हमें कुछ बिक्री और वितरण ओवरहेड्स लगाने होंगे वह हमें कुल लागत देगा इसलिए लेकिन इसे अप्रत्यक्ष लागत कहा जाता है प्रशासनिक लागत और बिक्री और वितरण लागत इस लागत को अप्रत्यक्ष लागत कहा जाता है तो हमें पता चला है इसलिए पहली समस्या में हमने लागत के विवरण या विवरण की लागत में ऑपरेटिंग लाभ की गणना की कोई समस्या नहीं है हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसमें यह पूछा गया था कि लागत का एक हिस्सा लागत पत्रक में काम करेगा और फिर शेष लागत को आय विवरण में ले जाया जाएगा और ऑपरेटिंग लाभ हमें आय विवरण मैं निकालना होगा इसलिए हमने दोनों विवरण तैयार किए और अब हम जानते हैं कि यह लागत पत्रक हमारे पास तैयार है यह आय हमारे पास तैयार है यह लागत पत्रक हमारे लिए तैयार है इसलिए यह कच्चे माल के स्टॉक का ट्रीटमेंटकरने के बाद लागत विवरण का एक हिस्सा है लागत पत्रक कैसे तैयार किया जाता है हमने यह सीखा है इसलिए पहले हमने साधारण लागत शीट सीखी फिर हमने लागत पत्रक या लागत विवरण सीखा हम तीन प्रकार के स्टॉक को समायोजित कर रहे हैं और अब तक हमने जो तीसरी बात सीखी है वह यह है कि जब पूरी जानकारी को लागत पत्रक में काम नहीं करना है तो सूचना के कुछ भाग को लागत पत्रक में बनाया जाएगा और सूचना का कुछ हिस्सा आय विवरण में बनाया जाएगा यदि ऐसी चीजें प्रश्न में पूछी जाती हैं या हमें यह करना होती है तो इसका मतलब है कि आपने आंशिक रूप से आय लागत विवरण तैयार किया है इसे उस जगह पर छोड़ दें और फिर शेष भाग आप आय के लिए ले इसलिए मुझे लगता है कि लागत या लागत पत्रक के विवरण की अवधारणा से आपको अब तक स्पष्ट होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनियों के लिए विनिर्माण संगठनों के लिए यह सबसे गोपनीय विवरण है क्योंकि लागत उत्पादन की लागत को कम करना कंपनियों के लिए एक रहस्य है उत्पादन की लागत कम और बिक्री मूल्य अधिक है आप हिस्सा बड़ा होगा क्योंकि कंपनियों को बिक्री मूल्य तय करने के लिए आज के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में कोई दायित्व नहीं है बाजार की ताकत बिक्री मूल्य तय करती है यदि सीमा से परे बिक्री मूल्य में वृद्धि होती है तो लोग उत्पाद को अस्वीकार कर सकते हैं इसलिए आपको बाजार में अन्य खिलाड़ियों द्वारा दी गई सीमा के भीतर सीमा के बीच कहीं विक्रय मूल्य तय करना होगा क्योंकि आप को पता है कि प्रतिस्पर्धी बाजार हैं इसलिए यदि आप अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं तो आपको लागत भाग को देखना होगा और उत्पादन लागत को अभिनव तरीकों से कम करके कैसे कम करना है इसीलिए लागत पत्रक को तैयार करके उत्पादन की कुल लागत को हम चार लागतों में विभाजित करते हैं हम मुख्य लागत की गणना करते हैं हम कारखाने की लागत की गणना करते हैं हम उत्पादन की लागत की गणना करते हैं और हम बिक्री की लागत की गणना करते हैं इसलिए प्रबंधन लेखांकन में पहला भाग सूचना का उत्पादन है और यही हम यहां कर रहे हैं और उसके बाद हम इस उत्पन्न जानकारी के आधार पर हम इसे फर्म में निर्णय निर्माताओं को प्रस्तुत करेंगे वे देखेंगे इस लागत के विभिन्न घटकों पर और फिर वे यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि लागत का कौन सा हिस्सा उच्च पक्ष पर है और जिसे नियंत्रित किया जा सकता है फिर से निर्णय लेने के लिए इस जानकारी का उपयोग करते समय फिर से निर्णय लेने का आधार लागत और लाभ विश्लेषण होगा यदि हम लागत को कम करते हैं तो उस कम लागत से हमें कितना लाभ होने वाला है और उसकी देखभाल कैसे करनी है इसलिए यह दूसरी समस्या है जो हमने आधी लागत शीट तैयार की थी और शेष जानकारी को लाभ और हानि खाते में आय विवरण में ले जाया गया था अब हम एक और समस्या करेंगे और यह एक और समस्या यह होगी कि मैं इसमें थोड़ी और मुश्किल जोड़ दूँगा और कभी कभी हमें प्रति इकाई लागत की भी गणना करनी होगी हमें कुल लागत की गणना नहीं करनी है हमें प्रति इकाई लागत की भी गणना करनी होगी उस उत्पादन के लिए प्रति इकाई लागत जो बाजार में जाएगी तो एक तरफ आप लागत शीट से कुल लागत की गणना करेंगे और फिर आप प्रति इकाईलागत की गणना भी करेंगे क्योंकि इकाइयों की संख्या की जानकारी भी हमें दी गई है इसलिए आप प्रति इकाई के लिए लागत की कुल लागत की गणना कर सकते हैं आप कुल बिक्री मूल्य की गणना करें और फिर प्रति इकाई लाभ की गणना की जाए इसलिए हमने अब तक सीखा है कि दो प्रकार की लागत पत्रक हैं एक सरल एक और है जो विभिन्न प्रकार के स्टॉक्स का ट्रीटमेंट करने के बाद है और फिर आय विवरण को अलग से तैयार करना है अब अगले भाग में हम एक और बात के बारे में जानेंगे यदि इकाइयों की जानकारी भी दी गई है तो इन दो समस्याओं के बारे में हमें केवल लागत संबंधी जानकारी और आय से संबंधित जानकारी दी गई थी आय बिक्री से आ रही थी और तब लागत लागत के विभिन्न इनपुट से आ रही थी और हमने जो शेष राशि की गणना की थी वह एक ऑपरेटिंग लाभ था पहली समस्या में हमने लागत पत्रक में ऑपरेटिंग लाभ की गणना की और अब दूसरी समस्या में हमने आय विवरण में ऑपरेटिंग आप की गणना की तीसरी बात यह हो सकती है कि हम एक और विवरण लागत विवरण तैयार कर सकते हैं जहाँ हमें एक और कॉलम बनाना होगा जहाँ उत्पादित और बेची जाने वाली इकाइयों की जानकारी भी दी गई है यदि वह जानकारी उत्पादित और बेची गई इकाइयों के बारे में दी गई है तो उस का इलाज कैसे किया जाए हम वहाँ क्या कर सकते हैं हम प्रति इकाई लागत की गणना भी कर सकते हैं हम प्रति यूनिट लागत की भी गणना कर सकते हैं हम एक कॉलम में कुल इकाई कुल इकाइयों की कुल संख्या जो वर्तमान अवधि में उत्पादित होती है डालेंगे और फिर कुल इकाइयों की संख्या जो पिछली अवधि से वर्तमान अवधि में स्थानांतरित हो जाती है इसलिए कुल उत्पादन हम इकाइयों के संदर्भ में और उत्पादन लागत के संदर्भ में प्राप्त करेंगे इसे समापन स्टॉक के रूप में रखा जाता है उन इकाइयों को घटाया जाएगा ताकि जो भी इकाइयों की संख्या हमारे साथ बची है वह वर्तमान अवधि के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध हो और उत्पादन की लागत भी हमारे साथ उपलब्ध है इसलिए चूंकि हमारे पास उपलब्ध कुल लागत बिक्री और इकाइयों की संख्या की लागत है इसलिए आप प्रति इकाई लागत प्रति इकाई बिक्री मूल्य और प्रति इकाई लाभ आसानी से जान सकते हैं तो अगली कक्षा में मैं आपके साथ एक और समस्या पर चर्चा करूँगा और यह समस्या क्या होगी किस तरह से निपटा जाए यह एक पूर्ण लागत पत्रक होगा जहाँ हम कच्चे माल से शुरू करेंगे हम प्रमुख लागत की गणना करेंगे तब हम प्रति इकाई लागत को ध्यान में रखते हुए बिक्री की लागत की गणना उत्पादन की कुल लागत और प्रति इकाई ऑपरेटिंग लाभ की गणना के द्वारा समाप्त करेंगे इसलिए हम तीसरी समस्या को करेंगे उसके बाद हम लागत पत्रक पर चर्चा को बंद कर देंगे और फिर हम बजट और बजटीय नियंत्रण वाले अगले भागों में चले जाएंगे इसलिए लागत के विवरण के संबंध में तीसरी समस्या मैं अगली कक्षा में चर्चा करूंगा कि लागत पत्रक का विश्लेषण कैसे किया जाए और प्रबंधन निर्णय के लिए लागत पत्रक में उत्पन्न जानकारी का उपयोग कैसे करें फिर से मैं दोहराता हूं कि हम जो लागत पत्रक तैयार कर रहे हैं वह लागत लेखांकन का हिस्सा है आय विवरण जिसे हम दूसरी समस्या में तैयार करते हैं जो लाभ और हानि खाता था और वित्तीय लेखांकन है इसलिए वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन वे विभिन्न प्रकार की जानकारी उत्पन्न करने में हमारी सहायता करते हैं और उस जानकारी का उपयोग प्रबंधन निर्णय लेने के लिए उपयुक्त रूप से किया जा सकता है इसीलिए इसे प्रबंधन लेखांकन कहा जाता है वित्तीय लेखांकन की मदद से और लागत लेखांकन की मदद से जानकारी कितनी कुशलता से उत्पन्न होती है इसलिए एक भाग जानकारी उत्पन्न कर रहा है अब तक हम लागत पत्रक तैयार करने के बारे में सीख रहे हैं कि लागत से संबंधित जानकारी कैसे उत्पन्न की जाए ऑपरेटिंग लाभ से संबंधित जानकारी कैसे उत्पन्न की जाए और फिर दूसरा भाग उस जानकारी का विश्लेषण और प्रबंधन निर्णय लेने के लिए उपयोग करना होगा क्योंकि मोटे तौर पर लागत पत्रक तैयार करने का उद्देश्य लागत को नियंत्रित करना है यही कारण है कि हम एक बार में कुल लागत की गणना करने के लिए नहीं कूदते हैं हम लागत को विभिन्न प्रकार की उप लागतों में विभाजित करते हैं जो लागत के चार प्रकार के होते हैं मुख्य लागत कारखाने की लागत उत्पादन की लागत और बिक्री की लागत इसलिए हम इसे चार भागों में विभाजित करते हैं क्योंकि अंतिम उद्देश्य लागत नियंत्रण है फिर से मैं दोहराता हूं कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में यदि आप कंपनी के मुनाफे को अधिकतम करना चाहते हैं या आप कंपनी के मुनाफे को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा उस स्थिति में आपको केवल लागत कम करनी होगी आप विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं कर सकते जिस पल आप विक्रय मूल्य बढ़ाते हैं आपकी बिक्री कम होने लगती है क्योंकि लोगों के पास अब विकल्प की संख्या है वे केवल एक कंपनी और उनके उत्पादों के लिए प्रतीक्षा करने और उस कंपनी संख्या पर निर्भर होने के लिए आवश्यक नहीं हैं कंपनियां इसी तरह के उत्पादों का निर्माण कर रही हैं और इसी तरह की सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं तो इसका मतलब है कि अगर किसी एक उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है तो एक कंपनी का उत्पाद बढ़ जाता है इसका विकल्प बाजार में उपलब्ध है और अगर दूसरी कंपनी कीमत नहीं बढ़ाती है तो इसका मतलब है कि कंपनी जो बिक्री मूल्य बढ़ाती है उसकी बिक्री कम हो सकती है इसलिए लागत पत्रक उत्पादन की लागत को कम करने में उत्पादन की लागत को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है इसलिए केवल तीसरी लागत शीट तैयार करें तीसरी समस्या जो हम करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि हम लागत शीट का विश्लेषण कैसे करें और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के तरीके पर कैसे पहुँचें जो कि प्रबंधन लेखांकन का विषय है तो तीसरी समस्या मैं अगली कक्षा में करूँगा